मानव संसाधन प्रबंधन पर अगले सत्र में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे प्रशिक्षण और विकास के बारे में मेरा नाम आराधना मलिक है मैं IIT खड़गपुर में विनोद गुप्ता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में सहायक प्रोफेसर हूं इसलिए पिछले सत्र में हम प्रशिक्षण और विकास के बारे में बात कर रहे थे और हम एक संगठन में कर्मचारियों के प्रशिक्षण से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में बात कर रहे थे आज हम एक संगठन में विशिष्ट प्रशिक्षण तकनीकों के बारे में अधिक बात करेंगे स्त्रोत जो मैं आज कक्षा के लिए उपयोग कर रहा हूं जैसे हैं मैंने आपको पहले बताए हैं विभिन्न स्रोतों विभिन्न पुस्तकों जिनका मैंने इन स्लाइडों को बनाने के लिए उपयोग किया है इसलिए हम कल के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं प्रशिक्षण प्रक्रिया जैसा कि मैंने आपको बताया इसका मतलब है नए या वर्तमान कर्मचारियों को कौशल देना उन्हें अपनी नौकरी करने की आवश्यकता है यही प्रशिक्षण का मतलब है लापरवाही प्रशिक्षण हमने चर्चा की थी लापरवाही प्रशिक्षण की परिभाषा और हमने इस बारे में भी बात की थी कि कोई रणनीति और प्रशिक्षण को कैसे संरेखित कर सकता है प्रशिक्षण में चुनौतियाँ हमने कुछ चुनौतियों के बारे में बात की जो कि कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने में सामना कर सकती हैं और हमने पैसे के मामलों के बारे में बात की हमने अन्य चुनौतियों और भ्रम के बारे में बात की जिससे प्रशिक्षकों का आम तौर पर सामना होता है जब वे नए कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर रहे होते हैं या वर्तमान कर्मचारियों को फिर से प्रशिक्षित करते हैं और मैंने आपसे कहा था कि हम आज और अधिक विस्तार से मूल्यांकन मॉडल की चर्चा करेंगे तो हमें इस के साथ मिलता है प्रशिक्षण की जरूरत है कर्मचारियों के लिए किसी भी तरह के प्रशिक्षण को वितरित करने की दिशा में पहला कदम है और कर्मचारियों की ज़रूरतों का आकलन करने के लिए किसी को पर्यावरण में इसका पता लगाना होगा पर्यावरण निर्धारित करता है कभी कभी इंगित करता है किसी संगठन में किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता इसलिए पर्यावरण के भीतर विभिन्न बलों जो प्रशिक्षण की ज़रूरतों को प्रभावित कर सकते हैं एक संगठन में हैं जिसका अर्थ है कर्मचारी एक साथ हो जाते हैं और उनकी कुछ ज़रूरतें होती हैं कि वे संगठन को वरिष्ठ प्रबंधन को संगठन को संचार करें फिर अर्थव्यवस्था निर्धारित कर सकती है अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता हमें अधिक कर्मचारियों को रखने की आवश्यकता हो सकती है या इसमें विविधता लाने की आवश्यकता हो सकती है संसाधनों में कटौती करने की आवश्यकता हो सकती है विभिन्न कर्मचारियों के लिए नौकरियों को घुमाने की आवश्यकता हो सकती है इसलिए यह अर्थव्यवस्था द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है फिर कानून हमारे पास समान अवसर कानून हैं वह कानून हैं जिन्होंने लोगों को मुख्यधारा में लाने की आवश्यकता पर बल दिया है जो अलग तरह के लोग हैं जिनके पास बड़े होते हुए बहुत अच्छे संसाधनों तक पहुंच नहीं है इसलिए कानून यह आदेश देते हैं कि समान अवसर विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों विभिन्न कर्मचारियों विभिन्न पृष्ठभूमि के कर्मचारियों को दिया जा सकता है और ये कानून फिर आवश्यकता है और अधिक प्रशिक्षण के लिए यह बदले में हमारे संगठनों का विश्लेषण करने की आवश्यकता है और संगठनों के भीतर शायद हमारे उद्देश्यों को फिर से देखना है और पता करें हमारे पास क्या संसाधन हैं इसलिए और क्या ये संसाधन कर्मचारियों के विभिन्न समूहों आदि के लिए पुन असाइन किए जा सकते हैं या फिर से असाइन किए जा सकते हैं फिर एक प्रशिक्षण की जरूरत है इसलिए पर्यावरण की आवश्यकताओं और उद्देश्यों के विश्लेषण संगठन के वर्तमान उद्देश्यों के बदलते समाजशास्त्री या सामाजिक कानूनी या अवैध वातावरण या आर्थिक वातावरण के मद्देनज़र इन उद्देश्यों को फिर से देखने की आवश्यकता है मौजूदा संसाधनों के लिए स्टॉक को लेने की जरूरत है क्योंकि संसाधनों का पता लगाना चाहिए और संसाधनों को आवंटित या पुन असाइन करने की आवश्यकता हो सकती है और एक प्रशिक्षण की जरूरत में यह परिणाम है और यदि प्रशिक्षण की आवश्यकता है उस समय पाया जाता है तो किसी को संगठन के संचालन या कामकाज का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है और दक्षता के लिए एक विशिष्ट ऑपरेशन की आवश्यकता है यदि प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है तो किसी को वैकल्पिक समाधान खोजने की आवश्यकता है तो यहां यदि प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो आप अगले चरण पर जाते हैं यदि यह मौजूद नहीं है तो आप वैकल्पिक समाधान के लिए नीचे जाते हैं फिर एक बार दक्षता की आवश्यकता का आकलन किया जाता है और यह वहां पाया जाता है फिर एक को फिर से सवाल पूछने की जरूरत है क्या वास्तव में कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है या वैकल्पिक समाधान का उपयोग किया जा सकता है ताकि दक्षता के साथ समस्याओं को ठीक किया जा सके यदि उदाहरण के लिए यदि संगठन का एक प्रमुख कारण इसकी पूरी क्षमता तक प्रदर्शन नहीं करना है तो यह है कि निपुण कर्मचारी या बिना काम के कर्मचारी या कर्मचारी जो जो कर रहे हैं या शायद एक उच्च कारोबार पर हस्ताक्षर किए हैं तो प्रशिक्षण समस्या का समाधान नहीं हो सकता है हालांकि अगर कर्मचारी प्रतिबद्ध हैं और वे अपने काम के माहौल से संतुष्ट हैं और वे अभी भी अपनी क्षमताओं का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं हैं फिर उन्हें फिर से प्रशिक्षित करने या नए कौशल और चीजों को करने के नए तरीकों में प्रशिक्षित करने की आवश्यकता हो सकती है और अगर उस जरूरत को वहां पाया जाता है तो तीसरे स्तर के विश्लेषण की जरूरत है जो ज्ञान कौशल और दृष्टिकोण का विश्लेषण है इसलिए कर्मचारी वहां मौजूद हैं वे प्रतिबद्ध हैं वे अपना काम करना चाहते हैं उस बिंदु पर किसी को यह जानने की जरूरत है कि वे क्या जानते हैं और उन्हें क्या पता होना चाहिए ताकि संगठन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए या लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो संगठन ने निर्धारित किया है इसलिए विभिन्न कारण हो सकते हैं क्यों वे अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में सक्षम नहीं हैं उनके पास करने के लिए कौशल नहीं हो सकता है जो करने की आवश्यकता है तो एक को उन्हें प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है उन कौशल में या उन्हें अतिरिक्त ज्ञान नहीं हो सकता है वे जो पहले से जानते हैं उनके साथ अद्यतन नहीं किया जा सकता है वे नहीं जानते कैसे आवेदन करें जो भी वे जानते हैं इसलिए इसे लागू करने की आवश्यकता हो सकती है या किसी कारण से वे महसूस नहीं कर सकते हैं वे नहीं हो सकते हैं आवश्यकताओं के अनुरूप संगठन की बदलती आवश्यकताएं जिस बिंदु पर उन दृष्टिकोणों का भी आकलन करने की आवश्यकता होगी और किसी को यह पता लगाने की आवश्यकता होगी कि उनके प्रदर्शन का वर्तमान स्तर क्या है और उनके प्रदर्शन का इष्टतम स्तर क्या हो सकता है और एक बार अंतर का पता लगने के बाद एक बार यह पता चल जाता है कि कोई व्यक्ति कहां है जहां उसे जाने की जरूरत है और क्या दूरी गुणात्मक और मात्रात्मक है जिसे यात्रा करने की आवश्यकता है उस बिंदु पर फिर से किसी को यह आकलन करने की आवश्यकता है कि क्या वास्तव में प्रशिक्षण की आवश्यकता है या क्या कोई बिना प्रशिक्षण के कर सकता है और उन्हें दे सकता है हो सकता है अगर उन्हें सिर्फ प्रेरित करने की आवश्यकता हो उस बिंदु पर प्रशिक्षण मदद नहीं करेगा जबकि अगर वे वास्तव में सीमित महसूस कर रहे हैं संसाधनों की पहुंच में कमी के कारण या जो भी कारण से वे पर्याप्त नहीं जानते हैं अपनी नौकरी करने के लिए अच्छी तरह से उस समय प्रशिक्षण की आवश्यकता हो सकती है और उस बिंदु पर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और फिर प्रतिक्रिया होगी यदि प्रशिक्षण की आवश्यकता वहां पाई जाती है तो उन्होंने प्रशिक्षण लिया है और फिर हर चरण में एक जाँच करता है कि क्या जो भी उन्हें दिया गया है वह उनके लिए है किसी भी काम का है या नहीं फिर हम सीखने के सिद्धांतों पर आते हैं कर्मचारी कैसे सीखते हैं जब उन्हें पढ़ाया जा रहा है कौशल सीखने के कुछ तत्व हैं एक लक्ष्य सेटिंग है इसलिए जब लोगों को संगठनों में पढ़ाया जाता है तो उन्हें मुख्य रूप से सिखाया जाता है उन्हें कौशल सिखाया जाता है उन्हें अतिरिक्त ज्ञान दिया जाता है और उन्हें नए कौशल सिखाए जाते हैं अपने काम को बेहतर तरीके से करने के लिए और इसमें हो सकता है लक्ष्य निर्धारण कौशल सीखने का एक बड़ा घटक है जहाँ उन्हें बताया जाता है कि उनसे क्या करने की उम्मीद है तो एक बार एक को पता है जहां एक जा रहा है एक बार अंतिम परिणाम स्पष्ट हो जाता है तो उस तक पहुंचने के लिए आवश्यक कदम अंतिम परिणाम भी स्पष्ट हो जाते हैं तो लक्ष्य सिद्धांत फिर खेलने में आता है और लक्ष्य सिद्धांत एक व्यक्ति के जागरूक लक्ष्य हैं या यह कहता है कि एक व्यक्ति के सचेत लक्ष्य या इरादे उसके व्यवहार को विनियमित करते हैं तो उस समय यदि लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं व्यक्तिगत लक्ष्यों के संदर्भ में और संगठनात्मक लक्ष्यों के संदर्भ में जिसे हासिल करने की आवश्यकता है यह वास्तव में मदद करेगा कर्मचारी सीखता है जो कुछ भी सिखाया जा रहा है एक बार जब उनके लक्ष्य स्पष्ट हो जाते हैं तो प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत और संगठनात्मक लक्ष्यों के साथ गठबंधन करके कार्यक्रम की शुरुआत में ही स्पष्ट किए जा सकते हैं किस बिंदु पर कर्मचारी आने वाले समय के लिए सतर्क हो सकता है चुनौतीपूर्ण लेकिन प्राप्त लक्ष्य निर्धारित करें तो व्यक्ति उन लक्ष्यों का भी उपयोग कर सकता है जो व्यक्तिगत कर्मचारियों द्वारा परिभाषित किए गए हैं लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए इन बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में मिनी लक्ष्य या कदम निर्धारित करना प्रशिक्षण के दौरान अल्पकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करें इसलिए कर्मचारियों की मदद करें अल्पकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करें ताकि व्यक्ति अधिक आत्मविश्वास विकसित कर सकता है एक कौशल सीखने का दूसरा पहलू व्यवहार मॉडलिंग है जिसका मतलब है नकल करना मॉडलिंग बिल्कुल नकल नहीं है लेकिन चीजों को करना एक वरिष्ठ व्यक्ति के रूप में जो उन्हें कर रहा है करता है और सीखना कैसे करना है या किसी प्रक्रिया को कैसे अंजाम देना है जिस तरह की अपेक्षा की जाती है उसे अंजाम देना है इसलिए जब हम व्यवहार मॉडलिंग के बारे में बात करते हैं तो हम व्यवहार की भौतिक समानता के बारे में बात कर रहे हैं जो कि कर्मचारी से अपेक्षित है तो वह एक घटक है कर्मचारी को दिखाया जाना चाहिए जो कि अपेक्षित है शारीरिक रूप से व्यवहार का स्पष्ट चित्रण होना चाहिए नए व्यवहारों में पुराने व्यवहारों के साथ कुछ समानता होनी चाहिए जिसे एक व्यक्ति प्रदर्शित करता रहा है और नया व्यवहार बहुत स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए और फिर व्यवहार किए जाने वाले व्यवहारों को प्राथमिकता के क्रम में क्रमबद्ध किया जाना चाहिए और यह प्राथमिकता कर्मचारी को जानी चाहिए और कई मॉडल हैं व्यवहार को चित्रित करते हैं तो क्या होता है जब एक कर्मचारी को दिखाया जा रहा है तो क्या किया जाना चाहिए यदि कर्मचारी उस व्यक्ति के साथ सहज नहीं है जो इन व्यवहारों का प्रदर्शन कर रहा है फिर कर्मचारी क्या प्रतिक्रिया दे सकता है या वास्तव में पालन नहीं कर सकता है जो बताया जा रहा है उस बिंदु पर या जो भी कारण से एक व्यक्ति द्वारा व्यवहार दिखाया जा रहा है वह किसी भी तरह प्रशिक्षणार्थी के दिमाग में एक संघ की ओर ले जा सकता है इस व्यक्ति की अन्य विशेषताओं के बारे में जो व्यवहार को मॉडलिंग कर रहा है और वास्तविक मॉडलिंग व्यवहार इसलिए उस एसोसिएशन को तोड़ने के लिए यह मदद करेगा अगर कर्मचारी को दिखाया गया है या प्रशिक्षुओं को दिखाया गया है इस नए व्यवहार के कई उदाहरण हैं जो लोग इस स्थिति में हैं इस नए प्रकार के व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए अपेक्षित व्यवहार को चित्रित करने वाले कई मॉडल हमेशा मदद करते हैं सामग्री का सार्थक कौशल सीखने का एक और पहलू है जब भी हम प्रशिक्षुओ को कोई सामग्री देते हैं तो यह हमेशा मदद करता है यदि प्रशिक्षु प्रशिक्षणार्थी अर्थ देख सकता है मूल्य देख सकता है जो कुछ भी दिया गया है प्रशिक्षु को तो यह देने के लिए प्रशिक्षु को एक अवलोकन दिया जाना चाहिए सामग्री के बारे में जिसे प्रशिक्षु के साथ साझा किया जा रहा है और नए प्रशिक्षु के साथ शर्तों और अवधारणाओं के बारे में उदाहरणों को साझा किया जाना चाहिए ताकि प्रशिक्षु परिचित हो तो इस प्रक्रिया को मचान कहा जाता है अब मचान क्या है मेरा मतलब है सामान्य रूप से मचान है जिसे हम निर्माण की शर्तों में शटरिंग कहते हैं तो मचान समर्थन है जो एक नई संरचना को स्थिर करने के लिए देता है और इसलिए यह समर्थन दिया जाता है इस समझ के साथ कि यह एक मौजूदा संरचना पर टिकी हुई है और मौजूदा संरचना की ताकत को बढ़ाया जाता है इस अतिरिक्त समर्थन के माध्यम से जिसे हम मचान कहते हैं नई संरचना को धारण करने के लिए जो कि आ रही है इसलिए मचान वर्तमान संरचना और नई संरचना के बीच एक पुल के रूप में कार्य करता है तो मौजूदा संरचना की ताकत फिर समर्थन करने के लिए नए ढांचे के क्रम में एक मचान के रूप में विस्तारित की जाती है और यह ठीक है हम क्या करते हैं जब हम प्रशिक्षुओं नई सामग्री देते हैं हम उन्हें दिखाते हैं मौजूदा ज्ञान का मूल्य जो उनके पास है और फिर नए ज्ञान के लिए नींव बनाएं कि हम उन्हें दे रहे हैं नए प्रशिक्षण के लिए कि हम उन्हें दे रहे हैं इस मौजूदा मजबूत सार्थक भौतिक या ज्ञान पर कि वे पहले से ही परिचित हैं सरल कौशल सिखाए और फिर उन्हें और अधिक जटिल कौशल में एकीकृत करें तो यह वृद्धि का एक और तरीका है सामग्री की सार्थकता आप उन्हें सरल कौशल सिखाते हैं कि वे बहुत जल्दी बहुत जल्दी से मास्टर करने में सक्षम हैं एक बार वे इन सरल कौशल के साथ सहज होते हैं फिर जटिल कौशल जो मौजूदा कौशल के कुछ और नहीं बल्कि अधिक उन्नत रूप हैं जिनसे वे परिचित हैं उन्हें सिखाया जाता है फिर वे मौजूदा कौशल से संबंधित हो सकते हैं जिससे वे परिचित हैं और वे इसे वहां से ले जा सकते हैं अभ्यास कौशल सीखने का एक और पहलू है जहां हम अपने प्रशिक्षुओं को दिखाते हैं कि क्या करना आवश्यक है हम उन्हें दिखाते हैं यह महत्वपूर्ण क्यों है और फिर हम उन्हें सक्रिय रूप से अभ्यास करने का मौका देते हैं इसलिए हम उन्हें नियंत्रित वातावरण में कौशल पर या कौशल के उनके उपयोग पर नियंत्रण करने का मौका देते हैं अब अभ्यास के कुछ पहलू सक्रिय अभ्यास हैं सीखने पर हानिकारक हो सकता है सीखने का मतलब है आप लगातार उन्हें कुछ नया सिखाते हैं और एक बिंदु के बाद वे किसी भी तरह नींव से संपर्क खो देते हैं कि यह नया सीखने का निर्माण किया गया था इसलिए यह अधिक सीखना है अभ्यास सत्र की लंबाई वितरित बनाम प्रचलित अभ्यास फिर से एक और चिंता का विषय है कभी कभी कौशल को टुकड़ों में सिखाया जाता है और कभी कभी यह एक पूरे के रूप में सिखाया जाता है तो कुछ मामलों में किसी व्यक्ति को टुकड़ों में कौशल सिखाया जाना बेहतर हो सकता है उदाहरण के लिए जब आप किसी व्यक्ति को ड्राइविंग सिखाते हैं आप तुरंत एक व्यक्ति को पहिया के पीछे नहीं डाल सकते प्रशिक्षु तुरंत नहीं जा सकता पहिया के पीछे रखा प्रारंभ में व्यक्ति को सिखाया जाना चाहिए स्टीयरिंग व्हील को हिलाने के साथ या बदलते गियर के साथ या क्लच ब्रेक और एक्सेलेरेटर को दबाने के लिए समझ के साथ कैसे आराम से प्राप्त करना है और फिर धीरे धीरे क्लच ब्रेक और त्वरक का कनेक्शन गियर परिवर्तन के साथ उन्हें समझाया जाता है तो क्लच और गियर परिवर्तन और फिर क्लच ब्रेक और त्वरक धीमी गति से और फिर या शायद मोड़ और गियर बदल रहा है तो वह सब सिखाया जाता है लेकिन फिर इन सभी गतिविधियों के बीच अंतर संबंध और फिर रियरव्यू मिरर में भी देख रहे हैं जब चाहिए रियरव्यू मिरर में एक दिखना चाहिए जब सड़क पर देखना चाहिए मेरा मतलब है ये सभी चीजें हैं यह एक जटिल गतिविधि है लेकिन हम तुरंत एक व्यक्ति को पहिया के पीछे नहीं डाल सकते हैं और कहते हैं कि ठीक है अब तुम जाओ और सीखो और मारो जो भी आप हिट करना चाहते हैं वह पथ नहीं है इसलिए केवल एक व्यक्ति को बदलते गियर के साथ और पैर के पैडल को नियंत्रित करने के साथ और नियंत्रण के साथ एक व्यक्ति के हाथ में क्या है इसके बाद ही आराम मिलता है क्या हम उन्हें दिखाना शुरू करते हैं कैसे करें एक या दो चीजें एक या दो गतिविधियां एक साथ ड्राइविंग में होती है इसी तरह जब हम कर रहे होते हैं किसी तरह का प्रशिक्षण तो वह बिंदु भी हमारे लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि क्या प्रशिक्षण जिसे हम प्रदान कर रहे हैं उसे समग्र रूप से या भागों में दिया जा सकता है इसलिए यह एक और चुनौती है और क्या यह एक पूरे के रूप में या भागों में अभ्यास किया जाना चाहिए और केवल प्रशिक्षक यह तय कर सकता है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम की ज़रूरतों के साथ संयोजन में शामिल कार्यों की जटिलता के प्रकाश में और संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है जो अभ्यास में है उदाहरण के लिए जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो एक को पता होता है कि व्यक्ति एक से अधिक ईंधन खर्च को समाप्त कर सकता है अगर कोई सामान्य रूप से चला रहा हो और उस अतिरिक्त भुगतान करने के लिए एक को तैयार करना होगा किसी को पता होना चाहिए कि कोई गलती से किसी को मार सकता है या नहीं जब भी हम ड्राइविंग सीखते हैं हम में से अधिकांश ये ग़लतियाँ करते हैं और किसी को कम से कम पता होना चाहिए जहां एक रेखा खींच सकती है और कितने संसाधन हैं इसलिए बहुत सी चीजों के बारे में सोचने की जरूरत है इससे पहले कि कोई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर सकता है और तीसरा यहां अंतिम बिंदु प्रतिक्रिया है जब कोई व्यक्ति अभ्यास कर रहा होता है एक नियंत्रित वातावरण में अभ्यास करने के पीछे का पूरा विचार प्रतिक्रिया प्राप्त करना है विभिन्न बिंदुओं पर जांच की जानी है और फिर उन ग़लतियों से सीखें तो प्रतिक्रिया कौशल सीखने का एक अनिवार्य घटक है यदि आप एक प्रशिक्षक के रूप में स्थिति में नहीं हैं यदि आप व्यक्तिगत प्रतिक्रिया देने की स्थिति में नहीं हैं तो कृपया प्रशिक्षण न लें मेरी आपको यही सलाह है जिन लोगों को आप प्रशिक्षण दे रहे हैं उन्हें सक्रिय प्रतिक्रिया की आवश्यकता होगी ताकि आप जो भी उन्हें सिखा रहे हैं वह अच्छी तरह से सीख सकें प्रतिक्रिया के अभाव में वे यह नहीं जान पाएंगे कि वे कहाँ जा रहे हैं और वे कहाँ सही नहीं जा रहे हैं तो यह एक अनिवार्य घटक है प्रशिक्षण का स्थानांतरण हमने पिछली कक्षा में बहुत संक्षेप में इसे स्पर्श किया था प्रशिक्षण का स्थानांतरण प्रशिक्षण में सीखी जाने वाली दक्षताओं को नौकरियों पर लागू किया जा सकता है इसलिए कुछ सकारात्मक पहलू या सकारात्मक तरीके जिनमें प्रशिक्षण स्थानांतरित किया जाता है यह है कि यह प्रदर्शन को बढ़ाता है आप कुछ नया सीखते हैं और यह आपको चीजों को बेहतर करने में मदद करता है प्रदर्शन पर प्रशिक्षण के नकारात्मक प्रभावों में से एक है यह प्रदर्शन को बाधित करता है आप कुछ करने के नए तरीके सीखते हैं और फिर जब आप अपनी नौकरी तक पहुंच जाते हैं आप लागू करने में सक्षम नहीं हैं जो भी नया है आपने विभिन्न कारणों से सीखा है संगठन की नीतियों की अनुमति नहीं हो सकती है दिनचर्या से बहुत अधिक अंतर इसके परिणामस्वरूप प्रक्रिया के कुछ टूटने या प्रक्रिया में कुछ रुकावटें आ सकती हैं या लोग उन चीजों को करने में सहज नहीं हैं जिस तरह से आपको चीजों को करने के लिए उनकी आवश्यकता होगी जैसा कि आपने नया काम किया था जो आपने सीखा था इसलिए विभिन्न तरीकों से यह प्रदर्शन में बाधा डाल सकता है और तटस्थ यह है कि प्रदर्शन पर इसका कोई प्रभाव नहीं है आप कुछ नया सीखते हैं लेकिन आप इसे काम पर उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं इससे आपको तकलीफ़ नहीं होती लेकिन यह आपकी मदद भी नहीं कर रहा है तो ये सभी प्रशिक्षण के हस्तांतरण के विभिन्न पहलू हैं एक्शन लर्निंग प्रतिभागियों ने अनुभव और नौकरी पर आवेदन के माध्यम से सीखा है टीम प्रशिक्षण आपको स्पष्ट दिशा प्रदान करता है टीम प्रशिक्षण एक सम्पूर्ण रूप में विभिन्न टीमों को प्रशिक्षित कर रहा है तो इसके विभिन्न लाभ यह आपको दिशा का स्पष्ट बोध कराता है क्योंकि पूरी टीम एक ही दिशा में आगे बढ़ रही है प्रतिभाशाली सदस्य बेशक सदस्य वे क्या जानते हैं और वे क्या कर सकते हैं काफी सुधार करता है यह स्पष्ट और मोहक जिम्मेदारियों की ओर जाता है जब आप एक टीम के रूप में एक साथ सीखते हैं टीम प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप उचित और कुशल संचालन प्रक्रियाओं को फिर से लागू किया जाता है रचनात्मक पारस्परिक संबंध तब बनते हैं जब आप एक टीम के हिस्से के रूप में चीजों को एक साथ सीखते हैं यह आपको एक मौका देता है अपने आप को और दूसरों के बीच के अंतर को दूर करने के लिए जो आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं अतीत में साथ काम करने में सक्षम हैं और कि ज्यादातर मामलों में बहुत रचनात्मक बहुत ठोस पारस्परिक संबंधों के निर्माण की ओर जाता है यह सक्रिय सुदृढीकरण प्रणालियों की ओर भी जाता है जब बड़ी संख्या में लोग या एक से अधिक व्यक्ति प्रशिक्षण से गुजर रहे होते हैं तो यह संगठन सुदृढीकरण प्रणालियों से बचने के लिए कम प्रभावित करनेवाला बन जाता है इसलिए उन्होंने सुदृढीकरण प्रणालियों को रखा क्योंकि कई लोग शामिल हैं और वे सकारात्मक रूप से आपको मजबूत बनाते हैं अन्य टीमों के साथ रचनात्मक संबंध और प्रमुख संगठनात्मक खिलाड़ी जो सदस्य नहीं हैं कुछ प्रशिक्षण विधियां विभिन्न श्रेणियों एक सूचना प्रस्तुति तकनीक है एक और सिमुलेशन विधि है और तीसरे प्रकार के प्रशिक्षण के तरीके हैं ऑन द जॉब प्रशिक्षण विधियां इन प्रशिक्षण विधियों के प्रथम उद्देश्य हैं आत्म अंतर्दृष्टि और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देना इसलिए जब हम प्रशिक्षण में आत्म अंतर्दृष्टि के बारे में बात करते हैं जब हम प्रशिक्षण से गुजरते हैं तो हमें एहसास होता है कि कितना कुछ सीखना है यह निर्णय लेने के लिए प्रबंधकों और निचले स्तर के कर्मचारियों की क्षमता में सुधार लाता है और रचनात्मक रूप से नौकरी से संबंधित समस्याओं को हल करता है इसलिए जब कोई प्रशिक्षण से गुजर रहा होता है तो एक ऐसा चरण होता है जिसमें व्यक्ति नई चीजों को सीखता है और एक को पता चलता है कितना नहीं जानता है और बदले में प्रशिक्षण से गुजरने वाले लोगों की क्षमता में सुधार करता है और मेरा मतलब है कि प्रशिक्षण का एक उद्देश्य है सुधार करने के लिए जो कुछ भी वर्तमान में एक अलग स्थिति में चल रहा है अच्छा प्रदर्शन करने की इच्छा को अधिकतम करना जब कोई आपको कुछ सिखाता है तो उम्मीद यह है कि आप चीजों को अलग तरह से करेंगे उसके बाद प्रशिक्षण समाप्त हो जाएगा इसलिए यदि प्रशिक्षण आपके लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ संरेखित है उस समय आपके लिए यह सोचना शुरू करना आसान हो जाएगा कि आपके संगठन के लिए यह आपके योगदान को कैसे सुधारेगा आप प्रशिक्षण विधियों का चयन कैसे करते हैं आप परिभाषित करते हैं प्रशिक्षण के उद्देश्य आप प्रशिक्षुओं को प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रेरित करते हैं प्रशिक्षण उद्देश्यों को परिभाषित करें फिर उन्हें अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित करें वांछित कौशल को स्पष्ट रूप से चित्रित करें उन्हें दिखाओ क्या करना आवश्यक है प्रशिक्षु को सक्रिय रूप से भाग लेने की अनुमति दें तो प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप प्रशिक्षु भाग लेने का मौका देते हैं जिस तरह सेआप उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त होने के बाद प्रदर्शन करना चाहते हैं प्रशिक्षु के प्रदर्शन पर समय पर प्रतिक्रिया दें प्रशिक्षुओं को प्रतिक्रिया देना बहुत आवश्यक है सुदृढीकरण के लिए कुछ साधन प्रदान करते हैं जबकि प्रशिक्षु सीखता है इसलिए जैसा कि प्रशिक्षु अभ्यास कर रहा है जैसा कि प्रशिक्षु नई चीजें कर रहा है यह हमेशा एक अच्छा विचार है प्रशिक्षु को कुछ तरीके प्रदर्शन पर सुधार करने के लिए कुछ विधि प्रशिक्षु के प्रदर्शन के संबंध में कुछ प्रतिक्रियाएँ प्रशिक्षु को दी जानी चाहिए सरल से जटिल कार्यों तक संरचित रहें कुछ नया सीखने के लिए किसी ऐसी चीज़ से शुरू करना बहुत ज़रूरी है जिसे कोई जानता हो कुछ ऐसा जो किसी पर नियंत्रण या महारत हासिल कर सकता है और फिर अधिक कठिन कार्यों को आगे बढ़ा सकता है विशिष्ट समस्याओं के अनुकूल हो तो एक को हल करने में सक्षम होना चाहिए जो कुछ भी सीखा है हल करने के लिए दिन प्रतिदिन के मुद्दों को हल करने के लिए प्रशिक्षण से नौकरी में सकारात्मक हस्तांतरण को प्रोत्साहित करें तो एक व्यक्ति को रचनात्मक रूप से जो कुछ भी सीखा है उसे लागू करने में सक्षम होना चाहिए और अधिक कुशलता से काम करना चाहिए कार्यक्रमों को लागू करना पहला काम है ऑन द जॉब ट्रेनिंग ओजेटी एक व्यक्ति होने के नाते एक नौकरी सीखो वास्तव में यह करके तो यह एक है जहां आपको वास्तव में काम पर रखा जाता है और प्रदर्शन करने के लिए कहा जाता है ऑन द जॉब प्रशिक्षण के प्रकार एक कोचिंग या समझदारी विधि या प्रशिक्षुता है जैसा कि हम इसे कहते हैं जहां आपको एक संरक्षक के मार्गदर्शन में रखा जाता है जो आपको काम पर चीजें सीखने में मदद करता है आप बातें करते हैं लेकिन कोई है जो लगातार देख रहा है आप क्या कर रहे हैं और यह व्यक्ति धीरे धीरे और समय सही होने पर आपको प्रतिक्रिया देता है शायद दिन में एक बार शायद सप्ताह में एक बार शायद महीने में एक बार वगैरह नौकरी प्रशिक्षण का दूसरा हिस्सा है नौकरी रोटेशन जहाँ आपसे अपेक्षा की जाती है वास्तव में एक नए वातावरण में रखकर एक अलग वातावरण में प्रदर्शन करने की विशेष असाइनमेंट या प्रतिनिधि परियोजनाएं एक कर्मचारी को दी जा सकती हैं जहां कर्मचारी कुछ नया सीखता है कुछ इसी तरह से संलग्न करके वास्तविक नौकरी नहीं लेकिन एक समान काम जो कम मूल्य का है लेकिन यह हाथ में काम का एक सटीक प्रतिनिधि है ऑन द जॉब प्रशिक्षण के लिए पहली चीज जो करना है वह है शिक्षार्थी तैयार करना तो एक शिक्षार्थी को आराम से रखना चाहिए और समझाएं कि क्यों उसे सिखाया जा रहा है फिर आपको एक रुचि भी बनानी चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि शिक्षार्थी को नौकरी के बारे में पहले से क्या पता है और शिक्षार्थी नौकरी से क्या सीख सकता है अगला भाग है पूरी नौकरी की व्याख्या करें और कुछ नौकरी से संबंधित है कार्यकर्ता पहले ही कर चुका है या कुछ नौकरी जो कार्यकर्ता पहले से जानता है इसे मचान कहा जाता है आप नई नौकरी की व्याख्या करते हैं और कार्यकर्ता को यह पता लगाने में मदद करते हैं कि पिछली नौकरी से कोई भी सीख कैसे ले सकता है और उन्हें नई नौकरी में लागू कर सकता है फिर आप शिक्षार्थी को जहां तक संभव हो सामान्य कामकाजी स्थिति के करीब रखें और उन्हें देखने दें उन्हें निरीक्षण करने दें उन्हें नए काम के माहौल पर प्रतिक्रिया दें सीखने वाले को रखें उपकरण सामग्री उपकरण और व्यापार की शर्तों के साथ कार्यकर्ता को परिचित करें फिर आप ऑपरेशन प्रस्तुत करते हैं इस बिंदु पर आप समझाते हैं आवश्यकताओं को निर्धारित या योग्य करते हैं आप कार्यकर्ता को समझाते हैं कि क्या आवश्यक है फिर आप नौकरी से सामान्य गति से सामान्य कार्यस्थल पर गुजरते हैं आप प्रत्येक चरण को समझाते हुए धीमी गति से कई बार नौकरी से गुजरते हैं जो भी प्रक्रिया बताएं उसे कठिन माना जा सकता है और समझाएं कैसे इसे सरल बनाया जा सकता है प्रक्रिया को धीमी गति से और धीमी गति से दोहराए और मुख्य बिंदुओं को समझाएं सीखने वाले को चरणों के बारे में बताएं जैसे कि आप धीमी गति से काम करते हैं तो सीखने वाले को भी इस बारे में प्रतिक्रिया दें कि सीखने वाला कितना सीख रहा है और सीखने वाला कितना ग्रहण कर रहा है आदि अगले भाग में OJT प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को आज़माए तो शिक्षार्थी को कई बार नौकरी से गुजरना चाहिए धीरे धीरे सीखने वाले को हर कदम समझाते हुए ग़लतियों को सुधारें और यदि आवश्यक हो तो कुछ जटिल कदम पहले कुछ बार करें सीखने वाले को दिखाएं क्या आवश्यक है और उस बिंदु पर यदि सीखने वाला गलती करता है तो सीखने वाले की मदद करें इन ग़लतियों को सुधारें और यदि आवश्यक हो तो कुछ जटिल चरणों को सीखने समझने या दोहराने में मदद करें पहले कुछ समय फिर सामान्य गति से काम चलाएँ तो सीखने वाले को धीमी गति से और या सामान्य गति से उसकी अपनी गति से नौकरी की ज़रूरतों को अवशोषित करने दें सीखने वाले हैं धीरे धीरे काम करते हैं कौशल और गति का निर्माण करते हैं इसलिए सीखने वाले को या सीखने वाले कोधीमी गति से कुछ नया सीखने का मौका दे और बस अपने दम पर चीजों को सीखने का सीखने वाले को पर्याप्त अवसर दे धीरे धीरे निर्माण कौशल और गति जैसे ही शिक्षार्थी काम करने की क्षमता प्रदर्शित करता है काम शुरू होने दें लेकिन उसे या उसके लिए मत छोड़ो जब तक कि सीखने वाले ने जो कुछ भी सीखा है वह काम करने के लिए संभव हो फिर अनुवर्ती follow up किसके लिए शिक्षार्थी को मदद करने के लिए जाना चाहिए तो सीखने वाले ने सीखा है कुछ नया और अब आपके लिए यह सीखने का समय है कि शिक्षार्थी को यह समझने का मौका दिया जाए कि शिक्षार्थी आगे क्या कर सकता है इसलिए शिक्षार्थी का परित्याग न करें सीखने वाले को काम करने दें शिक्षार्थी को समझने दें कि आगे क्या करने की आवश्यकता है और फिर किसी को असाइन करें नौकरी दें या एक व्यक्ति को यह पता लगाने दें कि शिक्षार्थी कैसे अच्छा काम कर सकता है या जो शिक्षार्थी एक व्यक्ति के पास जा सकता है यदि शिक्षार्थी को कोई समस्या है तो वहाँ कुछ संरक्षक सौंपा जाना चाहिए समय समय पर पर्यवेक्षण की निगरानी के काम में कमी करें उस बिंदु पर प्रक्रिया पर धीरे धीरे अपना नियंत्रण छोड़ दें और समय समय पर शिक्षार्थी के काम की जाँच करें धीरे धीरे काम की जांच करें और नजर रखनी है क्या चल रहा है लेकिन और बहुत अधिक हस्तक्षेप करने की कोशिश न करें दोष पूर्ण कार्य पैटर्न की जांच करें इससे पहले कि वे एक आदत बन जाएं तो दोष पूर्ण कार्य पैटर्न की पहचान करें पहचाने जहां सीखने वाला गलती कर रहा है उन्हें नियंत्रित करने और सीखने वाले को सूचित करें इन दोष पूर्ण कार्य पैटर्न के बारे में इससे पहले कि शिक्षार्थी उन्हें करने की आदत डालें उन्हें दिखाए कि आपके द्वारा सुझाई गई विधि श्रेष्ठ क्यों है और फिर शिक्षार्थी के अच्छे काम के पूरक हैं अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग आमतौर पर औपचारिक सीखने की प्रक्रियाओं के संयोजन के माध्यम से कुशल श्रमिक बन जाते हैं इसलिए औपचारिक प्रशिक्षण और लंबे समय तक नौकरी पर प्रशिक्षण अप्रेंटिसशिप का मतलब है कि आप लोगों को जो नई चीज है करने दें जो आप उन्हें करने के लिए सिखा रहे हैं और आप लगातार काम की निगरानी कर रहे हैं जो कि वे कर रहे हैं यह अधिक है यह लंबी अवधि का है तो यह नौकरी पर प्रशिक्षण है लेकिन यह अधिक फैला हुआ है भारत में शिक्षुता अप्रेंटिसशिप एक औपचारिक शब्द है और प्रशिक्षु अधिनियम 1961 इस बात का विचार देता है कि प्रशिक्षुओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए उन्हें क्या सीखना चाहिए और संरक्षक को क्या करना चाहिए तो एक इस अधिनियम के माध्यम से जा सकते हैं यहा लिंक दिया गया है प्रशिक्षुता के उद्देश्य हैं पहले नए कौशल को बढ़ावा देना तो जो व्यक्ति एक नया कौशल सीख रहा है उसे वास्तविक कार्य वातावरण में इस नए कौशल का उपयोग करने का तरीका जानने की जरूरत है और यह अवसर व्यक्ति को निगरानी पर्यवेक्षण नए वातावरण में नया कौशल की कोशिश करने के लिए देता है यह प्रशिक्षु को कई व्यवसायों और व्यवसायों में सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण के माध्यम से पुराने कौशल को सुधारने और परिष्कृत करने का अवसर देता है इसलिए वे अपने पुराने कौशल लेते हैं और वे इन पुराने कौशल को नई परिस्थितियों में लागू करने में मदद करते हैं और निश्चित रूप से एक संरक्षक के मार्गदर्शन में होता है अन्य प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं पहला है अनौपचारिक शिक्षा एक संगठन के भीतर अवसर और प्रोत्साहन अनौपचारिक शिक्षा का गठन करते हैं हम लोग देखते हैं हम लोगों का अवलोकन करते हैं हम अपने वरिष्ठों को देखते हैं और हम उनका पालन करते हैं और हमारे लिए यह परिणाम है नए कौशल सीखना जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग स्टेप बाय स्टेप लर्निंग प्रोसेस है स्टेप्स के लॉजिकल सीक्वेंस के जरिए इसलिए उदाहरण के लिए जब हम जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग से अलग होते हैं जॉब इंस्ट्रक्शन प्रशिक्षण जो लोगों को जॉब करने में बिना किसी काम के बिना सोचे समझे या उन्हें अपने दम पर इन कार्यों को करने का मौका देने के बारे में प्रशिक्षण जागरूकता है व्याख्यान प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक और तरीका है जब जब हम यहां व्याख्यान के बारे में बात करते हैं तो व्याख्यान का उपयोग करने के लिए यहां कुछ युक्तियां दी गई हैं जैसे प्रशिक्षण के रूप में या प्रशिक्षण के उपकरण के रूप में व्याख्यान देते हैं या कोई अनिश्चित आवाज़ लगाकर गलत पैर पर बाहर शुरू नहीं करता है इसलिए अपने श्रोताओं को इस बारे में संकेत दें कि क्या आना है इसलिए अपने दर्शकों के लिए सतर्क रहें दर्शकों के साथ आंखों का संपर्क बनाए रखें फिर सुनिश्चित करें कि कमरे में हर कोई सुन सकता है आप क्या कह रहे हैं व्यक्ति को अपने हाथों पर नियंत्रण रखना चाहिए स्क्रिप्ट की बजाय नोट्स से बात करें इसलिए दर्शकों को नोट्स लेने दें और आप भी अपने से पढ़ें मेरा मतलब है आपकी सामग्री को अच्छी तरह से जानते हैं और अपने नोट्स से या अपनी स्लाइड्स से उन्हें न पढ़ें फिर आपको इस बिंदु पर दर्शकों के साथ आंखों का संपर्क बनाने में सक्षम होना चाहिए और इस तरीके से बात करनी चाहिए जिससे उन्हें लगे किचीजों को पढ़ने के बजाय आप वास्तव में उनके साथ बोल रहे हैं पांच मिनट की बातचीत और अभ्यास की श्रृंखला में एक लंबी बातचीत को तोड़ें कुछ अन्य प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं क्रमादेशित शिक्षण जो चरण दर चरण स्व शिक्षण पद्धति है जिसमें विभिन्न भाग शामिल हैं पहला है शिक्षार्थी को प्रश्न तथ्य या समस्याएँ प्रस्तुत करना तो प्रोग्रामेड लर्निंग का मतलब है कि आप शिक्षार्थी को गंभीर रूप से सोचने का मौका दे रहे हैं इसलिए आप शिक्षार्थी को प्रश्न या तथ्य प्रस्तुत करते हैं जब आप उस व्यक्ति को प्रतिक्रिया देने की अनुमति देते हैं इसलिए उनसे सवाल पूछें और उन्हें जवाब देने का मौका दें और फिर सीखने वाले को प्रतिक्रिया दें और इस तरह हम लोगों को नए कौशल सिखा सकते हैं अन्य प्रकार की शिक्षा दृश्य श्रव्य आधारित प्रशिक्षण है विशेष रूप से दूरी मोड में बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण के लिए तो आपके पास वीडियो हो सकते हैं आपके पास स्लाइड हो सकती हैं आपके पास कंप्यूटर प्रोग्राम हो सकते हैं आपके पास उदाहरण हो सकते हैं लेकिन कुछ भी शामिल है एक से अधिक अर्थों का उपयोग के संदर्भ में व्यक्ति को देखने में सक्षम होना कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या हो रहा है और यह भी सुनने में सक्षम है और शायद संलग्न करने में सक्षम हो किसी तरह से गतिविधि का फिर हमारे पास प्रकोष्ठवेस्टिब्यूल प्रशिक्षण vestibule training है प्रशिक्षु वास्तविक या सिम्युलेटेड उपकरणों पर सीखते हैं वे ऑन द जॉब का उपयोग करेंगे तो यह ऐसा है मैंने आपको कल बताया था कि जब लोगों को सिखाया जा रहा है तो विमानों को कैसे उड़ाया जाए उन्हें वेस्टिबुल में डाल दिया जाता है कभी कभी इसका एक हिस्सा कंप्यूटर वीडियो गेम के समान कुछ का उपयोग करके विमान को कैसे पैंतरेबाज़ी करना है यह सीख रहा है और दूसरा हिस्सा यह है कि उन्हें एक भौतिक कक्ष में रखा जाता है जो एक वास्तविक हवाई जहाज की तरह चलता है यह एक वास्तविक अंतरिक्ष यान की तरह चलता है गति करेगा विशेष रूप से अंतरिक्ष यात्रियों के लिए वेस्टिब्यूल प्रशिक्षण उनके प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण घटक है इसलिए उन्हें सीखने की जरूरत है कि कम गुरुत्वाकर्षण से कैसे निपटें उन्हें सीखने की जरूरत है कैसे निपटा जाए कोई गंभीरता नहीं तो उन्हें वास्तव में एक कमरे में या एक संलग्न स्थान में रखा जाता है जो शारीरिक रूप से व्यवहार करता है या जो उन्हें एक समान संलग्न स्थान में होने का भौतिक अनुभव देता है लेकिन एक जगह जहां कोई भी उनकी मदद करने में सक्षम नहीं होगा तो यह उनकी मदद करता है परिचित हो जाओ तो यह प्रकोष्ठ प्रशिक्षण है टेलेट्रेनिंग जो एक तरह से है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो इंटरेक्टिव है प्रशिक्षण कर्मचारियों का एक और तरीका है इसलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जो कुछ भी करने जा रहे हैं वह है कहां मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी समय समय पर जहाँ मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ऑनलाइन रहूँगा तो अन्य प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम होंगे इलेक्ट्रॉनिक प्रदर्शन समर्थन प्रणाली जो कम्प्यूटरीकृत उपकरण है और प्रदर्शित करता है जो स्वचालित प्रशिक्षण प्रलेखन और फोन समर्थन करता है तो यह एक और प्रकार का प्रशिक्षण कार्यक्रम है यह एक जटिल कंप्यूटर के मिश्रण का एक प्रकार है और यह कठिन दस्तावेज़ और पढ़ने की सामग्री है और आपके सवालों के जवाब देने के लिए फोन पर कोई है ईपीएसएस में से एक या एक विधि का हिस्सा नौकरी सहायता है जो श्रमिकों के मार्गदर्शन के लिए निर्देश आरेख या नौकरी के स्थल पर उपलब्ध समान विधियों का सेट है तो यह एक और प्रकार इलेक्ट्रॉनिक प्रदर्शन समर्थन प्रणाली है जहां आपके पास है यह सभी सामग्री आपको समय से पहले भेजी जाती है और जब भी आपको जरूरत हो आप इसके माध्यम से जा सकते हैं अन्य प्रकार का प्रशिक्षण कार्यक्रम है कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण जो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर ने निर्देश दिया कंप्यूटर आपको बताता है कि आप चीजें नहीं कर रहे हैं ठीक है तो कि यह बनाया गया है प्रोग्राम के लिए कंप्यूटर में और एक कार्यक्रम ही आपका मार्गदर्शन करता है बुद्धिमान कंप्यूटर सहायक निर्देश कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण का एक अन्य तरीका है बुद्धिमान ट्यूशनिंग प्रणाली कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण का एक और तरीका है जहां सिस्टम स्वयं आपको ट्यूटर्स करता है और आपके प्रोग्राम के माध्यम से प्राप्त करने में आपकी सहायता करता है सिमुलेशन जैसा कि मैंने आपको बताया समान पर्यावरण उत्पन्न होता है और आभासी वास्तविकता फिर से है आपको ऑनलाइन समान वातावरण दिया जाता है और आप विभिन्न परिदृश्यों के साथ प्रयोग करते हैं और यह आभासी वास्तविकता प्रशिक्षण है नकली सीखने फिर से विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं आप कर सकते हैं आभासी वास्तविकता प्रकार के खेल आपके पास चरण दर चरण एनिमेटेड गाइड हो सकता है आप कर सकते हैं सवालों और निर्णय पेड़ के साथ एक परिदृश्य अनुकरण उपरिशायी तो अनुकरण है और उस सिमुलेशन से संबंधित विभिन्न परिदृश्य हैं फ़ोटो और वीडियो के साथ ऑनलाइन रोल प्ले हो सकता है तो आपको दिया जाता है आप संगठन के भीतर विभिन्न भूमिकाओं में रखते हैं और आपके पास तस्वीरें हो सकती हैं और आपके पास वीडियो हो सकते हैं जो आपको यह पता लगाने में मदद करते हैं कि आपको आगे क्या करने की आवश्यकता है इंटरेक्टिव अनुरोधों के साथ स्क्रीन शॉट सहित सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण हो सकता है फिर इंटरनेट आधारित प्रशिक्षण वहाँ हो सकता है जिसमें आप लर्निंग पोर्टल बना सकते हैं आपके पास लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है आपके पास वर्चुअल क्लास रूम भी हो सकता है जो कई दूरस्थ शिक्षार्थियों को सक्षम करने के लिए उनके पीसी या लैपटॉप का उपयोग करने लाइव ऑडियो और विज़ुअल चर्चाओं में भाग लेने के लिए विशेष सहयोग सॉफ़्टवेयर का उपयोग करता है और आप लिखित परीक्षा के माध्यम से संवाद कर सकते हैं और साझा सामग्री के माध्यम से सीख सकते हैं तो विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण के तरीके यहां तक कि इंटरनेट पर आपके पास विभिन्न पोर्टल हैं आपके पास विभिन्न वेबसाइट हैं आपके पास सिस्टम हैं उदाहरण के लिए भारत में हमारे पास है पश्चिम में जानने के लिए उपयोग की जाने वाली चीज़ है आपके पास कुछ ऐसा है जिसे ब्लैकबोर्ड कहा जाता है यह एक अन्य शिक्षण प्रबंधन प्रणाली है जहां जानकारी का एक हिस्सा आपको संबंधित शिक्षक द्वारा सामग्री के माध्यम से दिया जाता है जिसे अपलोड किया गया है तब एक वीडियो घटक हो सकता है आप अपनी प्रतिक्रियाएँ अपलोड कर सकते हैं आप प्रश्न पूछ सकते हैं या तो ब्लॉग के माध्यम से या जो भी हो वगैरह तो विभिन्न तरीकों से हम अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर सकते हैं आजीवन सीखना एक और प्रणाली है कि बहुत सारे संगठन अभी कुछ समय पहले शुरू हुए हैं और वे इस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं बहुत कुछ वे जोर दे रहे हैं आजीवन सीखने की आवश्यकता काफी कुछ आजीवन सीखने के अवसरों के माध्यम से वे अपने कर्मचारियों को फर्म के साथ कार्यकाल के दौरान निरंतर सीखने के अनुभव प्रदान करते हैं यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उनके पास कौशल सीखने के लिए उनकी आवश्यकता है अपने काम करने और अपने क्षितिज का विस्तार करने का अवसर है इसलिए यदि कोई संगठन प्रतिबद्ध है आजीवन सीखने के लिए तो वे सुनिश्चित करते हैं कि कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम कुछ रिफ्रेशर कोर्स हमेशा चल रहा है और लोग हमेशा नई चीजों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं या उन्हें नई चीजें सीखने का अवसर दिया जाता है और यह उपलब्ध है एक निश्चित अवधि के बाद इन कार्यक्रमों में जाने और भाग लेने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है शायद साल में एक बार या शायद साल में दो बार ताकि संगठन के प्रयासों के माध्यम से लोग खुद को प्रेरित रखें फिर हमारे पास व्यावसायिक प्रक्रिया आउटसोर्सिंग कंपनियों में आवाज और उच्चारण प्रशिक्षण है यह एक अन्य प्रकार का प्रशिक्षण कार्यक्रम है आवाज और उच्चारण प्रशिक्षण का बड़ा लाभ यह है कि एक व्यक्ति जिस तरह से समझा जा सकता है उसे एक बड़ी आबादी द्वारा कैसे सीखा जा सकता है मैं एक ऐसे ही दौर से गुज़रा जो वास्तव में एक कोर्स नहीं था लेकिन मेरे एक प्रोफेसर के साथ एक चर्चा जिसने मुझे सिखाया कैसे बात करते समय कैसे धीमा करना है और इससे मुझे अपने शिक्षा में काफी मदद मिली है अब कोई कहेगा कि हमें अपनी आवाज़ या उच्चारण क्यों बदलना चाहिए यह मदद करता है जब आप लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं यह एक तरीके से बोलने में सक्षम होने में मदद करता है जिससे किसी व्यक्ति को जितना संभव हो समझा जा सकता है इसलिए आपको ऐसी बातें सिखाई जाती हैं जैसे शब्दों को पूरा करना जो आप बोलना शुरू करते हैं आवाज और उच्चारण प्रशिक्षण में या एक उच्चारण के साथ या ऐसे तरीके से बोलना जिसे ज्यादातर लोगों द्वारा समझा जा सकता है इसलिए यदि आप एक शब्द शुरू करते हैं और आप शब्द को ठीक से समाप्त करते हैं और आप धीरे धीरे पर्याप्त बात करते हैं जहां तक अंग्रेजी भाषा का संबंध है हम वास्तव में देख सकते हैं कि क्या हमने पहले कभी एक शब्द नहीं सुना है हमें ऐसा लगता है कि यह हमारे दिमाग में है और इस बात का अहसास होता है कि शब्दों का सही उच्चारण करना कितना महत्वपूर्ण है इसलिए इसे लिया जा सकता है या संगठनों के माध्यम से किया जाता है फिर हमारे पास प्रबंधन विकास कार्यक्रम हैं जो प्रयास हैं प्रबंधकीय प्रदर्शन में सुधार करने के लिए ज्ञान प्रदान करने दृष्टिकोण बदलने और कौशल बढ़ाने के द्वारा और इसमें हम क्या करते हैं हम कंपनी की रणनीतिक ज़रूरतों का आकलन करते हैं हम प्रबंधक के वर्तमान प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हैं और हम प्रबंधकों का विकास करते हैं और हमने क्रमिक भूमिकाओं या लोगों के लिए योजना बनाई है जो वर्तमान प्रबंधकीय कर्मचारियों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं पर आएँगे और निभाएंगे एक अन्य प्रबंधकीय ऑन द जॉब प्रशिक्षण नौकरी रोटेशन के द्वारा होता है जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि नौकरी के रोटेशन से लोगों को व्यापार की अपनी समझ को व्यापक बनाने और उनकी क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए विभाग से विभाग में स्थानांतरित किया जा रहा है हम सभी विभिन्न कार्यों में प्रशिक्षित हैं अब नौकरी के रोटेशन में क्या होता है एक निश्चित अवधि के बाद कुछ कर्मचारियों को एक ही संगठन में एक नया हिस्सा या एक अलग विभाग में ले जाया जाता है और उस संगठन के भीतर उस विभाग के भीतर प्रदर्शन करने का मौका दिया जाता है और इस बिंदु पर उनके कौशल को यह स्वीकार किया जाता है कि वे प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं साथ ही साथ वर्तमान कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उनके पास समान प्रकार का प्रशिक्षण या अभिविन्यास नहीं हो सकता है लेकिन उस बिंदु पर यह देखा जाता है या उन्हें खुद को साबित करने का मौका दिया जाता है जो भी पहले से ही जानती है जो कुछ भी है उसके सामान्य ज्ञान और उपयोग के माध्यम से और यह लोगों को काफी कुछ सीखने में मदद करता है तो वह नौकरी रोटेशन है कोचिंग और समझदार दृष्टिकोण अप्रेंटिसशिप के समान है जहां एक के साथ जुड़ा हुआ है या एक वरिष्ठ संरक्षक के संपर्क में है और किसी को यह अवसर दिया जाता है कि वह इस संरक्षक से बात करे जैसा कि उसे इस संरक्षक को बोलने की आवश्यकता है तो यह एक और तरीका है फिर हमारे पास एक्शन लर्निंग है एक्शन लर्निंग देता है प्रबंधकों और अन्य काम करने का समय जारी करते हैं उनकी समस्याओं का विश्लेषण और समाधान करते हैं और अपने स्वयं के अलावा अन्य विभागों तो एक्शन लर्निंग जॉब रोटेशन के समान है लेकिन इस अर्थ में थोड़ा अलग है कि नौकरी के रोटेशन का मतलब है आपको एक बिंदु से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है एक्शन लर्निंग में आपको समझने का मौका दिया जाता है एक और काम करना दूसरे विभाग का काम करना और फिर सुझाव देना और इसके तीन चरण हैं हमारे पास 6 से 8 सप्ताह का ढाँचा चरण है जिसमें काम की योजना बनाई गई है और डेटा एकत्र किया गया है फिर हमारे पास 2 से 3 दिनों का एक्शन फोरम है जहां वास्तविक डिज़ाइनिंग या एक्शन प्लान समस्याओं को हल करने के लिए ऊपर सूचीबद्ध हैं और फिर हमारे पास जवाबदेही सत्र हैं जिसमें जो किया गया था उन सभी कार्यों की समीक्षा की जाती है नौकरी से बाहर प्रबंधन प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम या तकनीक इसलिए विभिन्न तरीकों से हम इन नौकरियों से दूर होकर नई नौकरियों के बारे में अधिक जान सकते हैं पहला मामला अध्ययन पद्धति है जो एक संगठनात्मक समस्या के लिखित विवरण के साथ एक प्रशिक्षु को प्रस्तुत करता है और प्रशिक्षु स्थिति का विश्लेषण करते हैं और मामले का विश्लेषण करते हैं समस्या का निदान करते हैं और निष्कर्ष और समाधान प्रस्तुत करते हैं अन्य प्रशिक्षुओं के साथ चर्चा में केस स्टडीज लिखी जाती हैं फिर इन केस स्टडीज़ को प्रशिक्षुओं के साथ साझा किया जाता है और प्रशिक्षु इन मामलों की उनकी समझ अपने समाधान प्रस्तुत करते हैं दूसरा प्रबंधन गेम है जो कुछ भी नहीं है नकली बाज़ार की स्थिति है जो ऑनलाइन उपलब्ध हैं फिर प्रशिक्षुओं को सेमिनार और व्याख्यान के लिए संगठन के बाहर भेजा जा सकता है या हमारे पास उच्च शिक्षा के संस्थानों द्वारा विश्वविद्यालय से संबंधित कार्यक्रम इन हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम भी हो सकते हैं यह कुछ ऐसा है जिसे हम समय समय पर IIT में करते हैं हमारे यहां शिक्षा कार्यक्रम जारी हैं हम विभिन्न संगठनों में भी जाते हैं और विशिष्ट कार्यक्रमों को वितरित करते हैं उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते है हमारे पास भूमिका खेल है भूमिका खेल यथार्थवादी परिस्थितियों का निर्माण है जहां प्रशिक्षु विशिष्ट व्यक्तियों के अंगों को उस स्थिति में मान लेते हैं और फिर अलग अलग खिलाड़ियों के दृष्टिकोण से विशिष्ट परिस्थितियों में समस्याओं को हल करते हैं हमारा व्यवहार मॉडलिंग का है तो मॉडलिंग का मतलब है विभिन्न दृष्टिकोणों से चीजों को देखने की कोशिश करना ट्रेनर मॉडल हमारे पास प्रशिक्षु की भूमिका है जब हम बात करते हैं प्रशिक्षक को मॉडलिंग करते हुए प्रशिक्षुओं को दिखाते हैं कि क्या करने की आवश्यकता है रोल प्लेइंग यह प्रशिक्षुओं को वास्तव में ऐसा करने का मौका दिया जाता है जो उन्हें करने के लिए कहा गया है सामाजिक सुदृढीकरण प्रशिक्षुओं के लिए एक सुदृढीकरण और प्रतिक्रिया है इसलिए प्रशिक्षुओं ने पहले ही भूमिका निभाई है या उन्होंने अपने अभ्यास की नकल की है और फिर उन्हें प्रतिक्रिया मिलती है न केवल प्रशिक्षक ट्रेनर से बल्कि अपने साथियों से भी प्रशिक्षण का स्थानांतरण जहां प्रशिक्षु प्रशिक्षण को वास्तविक जीवन में लागू करते हैं इसलिए उन्हें वास्तविक जीवन के लिए जो कुछ भी सीखा है उसे लागू करने का मौका दिया जाता है और फिर उन्होंने जो कुछ भी सीखा है उसकी समझ का परीक्षण किया जाता है कॉर्पोरेट विश्वविद्यालयों हमारे पास इन हाउस डेवलपमेंट सेंटर हैं उदाहरण के लिए टाटा के पास टाटा प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र है TMTC इसलिए उनके पास अपने स्वयं के कर्मचारियों के लिए अपने स्वयं के प्रशिक्षण केंद्र हैं हमारे पास कार्यकारी कोच हैं जो बाहर के सलाहकार हैं हमारे पास पेशेवर संगठन हैं जो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर वगैरह जैसे लोगों को नौकरी प्रबंधन प्रशिक्षण और विकास में मदद करते हैं आप अपना खुद का प्रशिक्षण कार्यक्रम कैसे बनाते हैं आप ऊपर आते हैं प्रशिक्षण उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए यहां पहला कदम है दूसरा कदम है विस्तृत नौकरी विवरण का उपयोग करना जैसे मैंने आपको बताया एक विश्लेषण की जरूरत है उद्देश्यों के साथ आना महत्वपूर्ण है उपयोग करते हुए फिर आप इन नौकरी विवरणों के बारे में विस्तृत नौकरी विवरण लेते हैं और ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास करते हैं फिर आप एक संक्षिप्त कार्य विश्लेषण रिकॉर्ड फॉर्म विकसित करते हैं जहाँ आप सूची देते हैं संगठन को और अधिक बनाने के लिए या प्रशिक्षुओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए या उनकी मदद करने के लिए उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए जो भी आवश्यक हो सूचीबद्ध करते हैं एक नौकरी अनुदेश पत्रक job instruction sheet विकसित करें और फिर संकलन नौकरियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तो ये कुछ कदम हैं जिनका ध्यान रखना आवश्यक है और जैसा कि आप देख सकते हैं यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या किया जाना चाहिए तो विश्लेषण की आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण है वास्तविक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए योजना और शेड्यूलिंग और कार्य की योजना का विवरण देना है आप प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मूल्यांकन कैसे करते हैं आपने एक प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाया आपने पहुंचा दिया अब आप प्रशिक्षण कार्यक्रम कैसे मूल्यांकन करते हैं आपको महसूस करना चाहिए हमें प्रशिक्षण प्रभावों को सूचीबद्ध करने की आवश्यकता है जिसे हम माप सकते हैं पहली प्रतिक्रिया है कर्मचारियों की क्या प्रतिक्रिया है प्रशिक्षण के लिए जो उन्हें दिया गया है दूसरा सीख रहा है उन्होंने कितना सीखा है तो आप इसका आकलन कैसे करेंगे फिर व्यवहार में परिवर्तन और राजस्व के संदर्भ में परम परिणाम जो प्रशिक्षुओं ने सीखा हैउसके बाद कितना उत्पन्न होता है संगठन में कितना उपयोग किया गया है कुछ प्रश्न जो इन प्रभावों को मापने के लिए पूछने की आवश्यकता है प्रशिक्षुओं को कौशल ज्ञान या प्रदर्शन के विशिष्ट स्तर को प्राप्त करना है क्या वास्तव में परिवर्तन हुआ था यदि हाँ यदि यह हुआ तो आपने क्या देखा आप कैसे जानते हैं कि परिवर्तन हुआ क्या बदलाव प्रशिक्षण के कारण है या यह कुछ और के कारण है क्या परिवर्तन संगठनात्मक लक्ष्यों की उपलब्धि से सकारात्मक रूप से संबंधित है यदि हाँ तो आप कैसे जानते हैं क्या वे वास्तव में योगदान दे रहे हैं क्या आउटपुट प्रशिक्षण के अनुरूप या इसके अनुरूप है जो प्रदान किया गया था क्या इसी तरह के बदलाव नए प्रतिभागियों के साथ एक ही प्रशिक्षण कार्यक्रम में होंगे यदि आपको नए लोग मिलते हैं तो क्या वे आपको वही परिणाम दिखाने जा रहे हैं हाँ या ना और फिर कोई भी तय कर सकता है कि प्रशिक्षण प्रभावी है या नहीं इसलिए हम आज का व्याख्यान यहीं समाप्त करेंगे मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम अगली कक्षा में एक अलग विषय लेंगे